पिछले सप्ताह के दौरान मैंने गोलाकार सिमेट्रिक प्रणालियों के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन पेश किया था और कोणीय संवेग के गुणों और हाइड्रोजन परमाणु और संबंधित कक्षीय के गुणों पर भी चर्चा की थी इस व्याख्यान में मैं आपको एक गोलाकार सिमेट्रिक प्रणाली के लिए तरंग फ़ंक्शन के रेडियल घटक को हल करने के विचार से परिचित कराना चाहता हूं क्योंकि सभी पोटेंसियल ऐसी नहीं होती हैं जहां विश्लेषणात्मक समाधान संभव होते हैं जैसे वे हाइड्रोजन परमाणु के लिए थे तो यह व्याख्यान के रेडियल घटक के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन के संख्यात्मक समाधान के लिए भस्म करने जा रहा है तो आपको याद होगा कि 3 डाइमेंशनल पोटेंसियल के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन केवल r के फलन के रूप में इस V के समान था कोई सदिश नहीं जो गोलाकार रूप से सिमेट्रिक पोटेंसियल के लिए हो और यह पर कार्य करने से आपको E मिलता है तो इस समीकरण में V गोलाकार रूप से सिमेट्रिक है और यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमने पिछले व्याख्यानों में बात की है और इसलिए r वेक्टर के एक फ़ंक्शन के रूप में तरंग फ़ंक्शन psi को चर के पृथक्करण के माध्यम से RrYlmθϕ के रूप में विघटित किया जा सकता है जहां Ylms कोणीय संवेग के वर्ग के लिए आइगेन फ़ंक्शन हैं Ylmθϕ आइगेन वैल्यू ll12 है और कोणीय संवेग के z घटक का भी है जो Ylmθϕ निकलता है हमने पिछले सप्ताह व्याख्यान में इस सब पर चर्चा की थी कि हम यहां जिस पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं वह संख्यात्मक रूप से r का हल प्राप्त करने पर है तो जैसा कि आप चर्चा से देख सकते हैं अब तक Ylmθϕ सभी V के लिए समान हैं और इसलिए केवल R V के रूप पर निर्भर करता है और पिछले हफ्ते हमने हाइड्रोजन परमाणु पोटेंसियल के लिए बहुत सीमित मामलों के लिए R के लिए हल किया था अब हम जो करना चाहते हैं वह इसे सामान्य V के लिए हल करना है समाधान को सुविधाजनक बनाने के लिए हमने R को फ़ंक्शन urr के रूप में लिखा था इस प्रकार समीकरण में केवल u का दूसरा डेरीवेटिव दिखाई देता है और मैं जल्दी से लिखूंगा कि समीकरण 22mulll122mr2ulrVulrEulr निकला यह श्रोडिंगर इक्वेशन है जिसे हम हल करना चाहते हैं और फिर वेव फंक्शन ψ को ulr के रूप में दिया जाता है मुझे n भी शामिल करने दें n यहाँ से बाहर इसलिए मैं इसे unlrrYlmθϕ के रूप में लिखने जा रहा हूं तो इस मामले में u पर ध्यान केंद्रित करे और हमने कुछ सामान्य गुण प्राप्त किए थे और वह यह था कि ulrrl1 के लिए जैसे r 0 की ओर जाता है और r के रूप में मरने वाले पोटेंसियल के लिए अनंत तक जाता है तो V जो 0 पर जाता है क्योंकि r अनंत तक जाता है u e 2mE2r के रूप में जाता है यह हमने प्राप्त किया था So what we want to do now is solve this numerically तो अब हम जो करना चाहते हैं वह इसे संख्यात्मक रूप से हल करना है एक आयामी मामलों को याद करें हमने x दिशा में एक सामान्य पोटेंसियल के लिए वहां क्या किया है हमने एक बॉक्स लिया था जो आकार l का एक बड़ा बॉक्स था तो सीमाएँ वास्तव में बहुत दूर थीं और तरंग फ़ंक्शन ψ को सीमाओं पर 0 मान लिया और फिर दोनों पक्षों से समाधान का निपटारा किया और फिर बीच में बाउंड्री कंडीशन का मिलान करें उस मामले में हमने क्या किया हमने कहा कि चलो लेते हैं चलो बायीं ओर से आने वाले विलयन को लेफ्ट x कहते हैं और हम इसकी गणना भी करते हैं राइट x और बीच में एक बिंदु पर कुछ x शून्य हमने कहा कि हमारे पास l होना चाहिए मतलब l के ऊपर छोड़ दिया गया सही आइगेन वैल्यू E के लिए rr के बराबर होना चाहिए और इस तरह हम समाधान का निर्माण करते हैं हम गोलाकार पोटेंसियल के लिए ठीक यही काम करने जा रहे हैं तो हम गोलाकार पोटेंसियल के लिए बिल्कुल वही काम करते हैं तो मैं आपको संख्यात्मक समाधान प्रक्रियाओं के बारे में चरण दर चरण बताता हूँ तो चरण 1 मैं समीकरण 22mull122mr2uVruEu को हल कर रहा हूँ तो नंबर एक कदम यह होगा कि दूरियों और ऊर्जाओं को इस तरह से पुनर्विक्रय किया जाए कि दूरियां 1 के क्रम की हो जाएं इसलिए मैं r 1 2 3 4 5 और इसी तरह माप रहा हूं और इसलिए ऊर्जा करता है मैं इसे एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करूंगा तो चलिए हाइड्रोजन परमाणु का उदाहरण लेते हैं या मुझे हाइड्रोजन जैसे परमाणु या आयन लिखने देते हैं इसका मतलब है V फॉर्म Ze24π01r का होने जा रहा है तो u लिए मेरा समीकरण 22md2udr2 ll122mr2u Ze24π01ruEu दिखने वाला है अब स्पष्ट रूप से बॉन्ड स्टेट्स के लिए ऋणात्मक होने जा रहा है E 0 से कम है इसलिए मैं समीकरण 22md2udr2 ll122mur2 Ze24π01ru E u को फिर से लिखने जा रहा हूँ अब पहली चीज जो मैं करना चाहता हूं वह है दूरियों को फिर से मापना अब यहाँ मेरे पास क्या मापदंड हैं जो छोटे हैं जिनकी पदों में मुझे दूरियां लिखनी चाहिए तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है मेरे पास ट्रांस स्थिरांक है और मेरे पास Ze24π0 है ये 3 बाहरी मापदंड हैं जो समस्या का निर्धारण करते हैं अब अन्यथा यदि मैं पुनर्विक्रय नहीं करता हूं तो आप 10 30 किलोग्राम के क्रम के अनुसार m परिमाण का क्रम देखते हैं h 10 34 के जी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स के क्रम की h प्रक्रियाओं के क्रम का है और यह मात्रा 10 38 गुना 9 गुना 109 के क्रम की है तो यह 10 28 के क्रम का है ये बहुत छोटी मात्राएँ हैं जिन्हें मैं वास्तव में इस क्रम में होने के लिए r नहीं ले सकता तो जिस तरह से मैं पुनर्विक्रय करता हूं मैं लिखने जा रहा हूं r कुछ स्केलिंग कारक के a गुना x है और स्केलिंग कारक a को mZe24π0 के संदर्भ में होना चाहिए और डायमेंशनल द्वारा α β और निर्धारित करें विश्लेषण आप ऐसा करते हैं और आपको जो मिलता है वह यह है कि a 4π02Ze2m के बराबर होने वाला है यह बोर त्रिज्या या 10 10 मीटर के क्रम का है तो अब मैं इस a के संदर्भ में r लिखने जा रहा हूँ तो मेरे पास 22md2udr2 ll122mr2u Ze24π01ru E u है आइए r a x लिखें तो यह 22m1a2d2uxdr2 ll122ma2x2u Ze24π0a1xu u बन जाता है अब a के मान को प्रतिस्थापित करें तो आपको 22mZ2e44π02m24ull122mZ2e44π02m24ux2 Ze24π0Ze2m4π021xu E u मिलता है आप यह सब सरल करते हैं और आपको Z2e424π02m2ull12Z2e44π02m2ux2 Z2e4m4π0221xu E u मिलता है ध्यान दें कि स्वाभाविक रूप से यह मात्रा जिसे मैं लाल रंग से घेर रहा हूं वह ऊर्जा की इकाई है जिसे आप आसानी से देख सकते हैं क्योंकि यह और कुछ नहीं Z2e24π0 है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक ऊर्जा के अलावा और कुछ नहीं है अगर 2 चार्ज a दूरी पर हैं तो यह ऊर्जा की एक प्राकृतिक इकाई है तो आप इसे दूसरी तरफ ले जाते हैं और आपको 12ull12x2u ux E Z2e4m4π022u मिलता है यही समीकरण है तो अंत में आपको जो समीकरण मिलता है वह 12d2udr2 ll122x2u ux E u जैसा दिखता है जहाँ E कुछ और नहीं बल्कि EZ2e44π022 है अब आप देखते हैं कि यह समीकरण बहुत सरल दिखता है इन सभी स्थिरांकों को दूरी और ऊर्जा की इकाइयों में लिया गया है चरण 2 समीकरण को उचित रूप से बदलने के बाद मैंने आपको हाइड्रोजन परमाणु समीकरण को फिर से बढ़ाने का उदाहरण दिया वे कुछ अन्य समीकरण हो सकते हैं जहां आपको थोड़ा अलग तरीके से बदलना होगा तो उचित रूप से आप जो भी पुनर्विक्रय करते हैं अब r 0 को कुछ r बराबर R से विभाजित करें जहां R पर्याप्त रूप से बड़ा है इस अंतराल को कुछ r दाएं के छोटे छोटे अंतरालों में विभाजित करें तो हम जो कर रहे हैं वह यहां मेरा r 0 है और मैं एक बड़ी दूरी ले रहा हूं जहां तरंग फ़ंक्शन गायब हो जाना चाहिए क्योंकि यह दूरी r और मैं समीकरण को एकीकृत करने के लिए इस पूरी चीज़ को छोटे Δr अंतरालों के जाल की ओर विभाजित कर रहे हैं तो इस अंतराल में से प्रत्येक Δr है और मैं एक डायमेंशनल प्रणाली के लिए समीकरण की तरह क्या करूंगा अनिवार्य रूप से एक डायमेंशनल प्रणाली की तरह मैं r 0 से एकीकृत करना शुरू करूंगा और r R से अंदर की ओर एकीकृत करना शुरू करूंगा और कहीं बीच में मैं समाधान मिलान करूंगा तो मैं क्या करूं चरण 3 u को r R पर 0 मान लें और इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि R बहुत बड़ी हो जहां तरंग फंक्शन अनिवार्य रूप से गायब हो जाता है और urR को कुछ परिमित संख्या मान लें और समीकरण को अंदर की ओर एकीकृत करना शुरू करें मैंने आपको बताया है कि एक डायमेंशनल पोटेंसियल के मामले में समीकरण को कैसे एकीकृत किया जाए तो आपको वापस जाना पड़ सकता है और देखना होगा कि यह कैसे किया जाता है तो अनिवार्य रूप से आप क्या करते हैं कि आप u लेते हैं और ui1uiΔruiलेते हैं आप फिर से rui द्वारा अपडेट करते हैं और अब आप इसे i 1 ui1 अपडेट करते हैं जिसे आप श्रोडिंगर इक्वेशन के माध्यम से अपडेट करते हैं क्योंकि यह उस बिंदु पर u के मान पर निर्भर करता है तो आप अंदर की ओर एकीकृत करना शुरू करते हैं और आप u को r 0 पर 0 मान लेते हैं क्योंकि याद रखें कि u r 0 rl1 के रूप में जाता है तो l 0 के लिए भी यह 0 है और आप एकीकृत करना शुरू करते हैं तो फिर से आप ui1uiΔrui करते हैं

अब यहाँ जब से आप व्यवहार जानते हैं आप वहाँ से कुछ मदद ले सकते हैं आप u r 0 rl1 के रूप में जाते हैं तो आप ul1rl भी लिख सकते हैं और आप पहले और दूसरे बिंदु से अपना समाधान बनाना शुरू कर देते हैं और फिर चरण 4 किसी मध्यवर्ती बिंदु पर r शून्य तो 0r0R मैच ur→ur→ rr0 तो उन्हें 2 अलग अलग समाधानों को इंगित करना होगा जो आप r बराबर r0 पर विकसित कर रहे हैं जब 2 लॉगरिदमिक डेरिवेटिव मेल खाते हैं और मुझे इसे कुछ पूर्वनिर्धारित सटीकता के भीतर कहना होगा हम कभी भी पूरी तरह से मेल नहीं खाते हैं आप मैच को 103 10 4 10 3 या इसी तरह कुछ E के लिए कह सकते हैं वह E आइगेन ऊर्जा है तो आपने अपनी आइगेन ऊर्जा पाई फिर आप पुनर्विक्रय करते हैं और फिर से तरंग फ़ंक्शन और वह सब सामान्य करते हैं अब मैंने आपको इसे करने के लिए चरण दिए हैं आपको इसका अभ्यास स्वयं करना होगा मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता और इसे सीखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप खुद इसका अभ्यास करें आप जो भी भाषा जानते हैं उपलब्ध सॉफ्टवेयर्स से जो भी मदद लें उसे लें लेकिन इस जाल को खुद बनाने की कोशिश करें एकीकृत सॉफ़्टवेयर को स्वयं लिखने का प्रयास करें और इसे हल करें और फिर इस चरण 5 के बाद जाहिर है हाँ तो चरण 5 आपको r0 के माध्यम से निरंतर बनाते हैं इसका मतलब है आप उन्हें फिर से मिलाते हैं और सामान्य करते हैं और यह आपको समस्या का समाधान देता है आप काफी हद तक नकारात्मक ऊर्जा से E स्टार्ट को स्कैन करते हैं और आप स्कैन करना शुरू करते हैं और आपको विभिन्न ऊर्जाओं के समाधान मिलेंगे कई कई आइगेन ऊर्जा कई कई आइगेन फ़ंक्शन और फिर आप उन्हें उस ऊर्जा आइगेन मूल्यों के अनुसार क्रमित करते हैं जो आपको मिल रही हैं तो यह आपके लिए अभ्यास करने और इसके आगे सीखने के लिए है श्रोडिंगर इक्वेशन के संख्यात्मक एकीकरण में वास्तव में करने के लिए बहुत कुछ नहीं है तो गोलाकार सिमेट्रिक पोटेंसियल के लिए 3 डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन को हल करने के लिए इस व्याख्यान को समाप्त करने के लिए एक डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन veffrll122mr2V को हल करने जैसा है और फिर तकनीक संख्यात्मक तकनीक ठीक उसी तरह है जैसे कि 1 डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन के लिए मैंने इस व्याख्यान में चर्चा की है तो यह मूल रूप से अगले व्याख्यान से गोलाकार सिमेट्रिक पोटेंसियल के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन के समाधान के बारे में हमारी चर्चा को समाप्त करता है मैं एक अन्य प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करने जा रहा हूं जो मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रकाश है लेकिन अब हमारे पास आवधिक पोटेंसियल होगी और इसलिए यह समाधान मुक्त इलेक्ट्रॉन समाधान से थोड़ा अलग है और बैंड को जन्म देता है